अब मैं दो महत्वपूर्ण पंपों सेंट्रीफ्यूगल पम्प और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में चर्चा करता हूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप डायनामिक पंपों की श्रेणी में आता है इसमें आवरण के भीतर इम्पेलर का एक समूह होता है इसमें एक सक्शन इनपुट पाइप होता है जहां पानी को अन्दर किया जाता है और एक वितरण पाइप जहां पानी निकलता है इसे तरल पदार्थ या पानी का डिस्चार्ज कहा जाता है ऑपरेशन सेंट्रीफ्यूगल बल पर आधारित है यह उच्च गति पर घूम रहा है वैक्यूम एक दबाव अंतर जो उच्च गति रोटेशन के कारण बनता है पानी को अन्दर खिचंता है और यह केंद्र की ओर पानी का मार्ग बनाता है सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण और इसे आउटलेट में बाहर धकेल दिया जाता है और परिणामस्वरूप एक दबाव अंतर पैदा होता है वैक्यूम बनाया जाता है जो अधिक पानी अन्दर खिचंता है और इसी तरह यह आगे बढ़ता है तो उच्च गति इम्पेलर कीउच्च गति से बड़ा दबाव अंतर होगा और फिर अधिक डिस्चार्ज तो यह है कि यह कैसे चलता है मुझे X अक्ष पर प्रवाह दर की डिस्चार्ज दर प्लॉट करने दें और Y पर अक्ष हेड या दबाव अब हाइड्रोलिक डोमेन में स्थिर कैरेक्टरिस्टिक वक्र कुछ इस तरह है किसी विशेष गति पर यदि गति कम हो जाती है तो आप इस तरह से डिस्चार्ज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक वक्र देखेंगे गति में और कमी आप कुछ इस तरह देख सकते हैं इसलिए जैसे ही इस तरह से गति बढ़ जाती है ω कोणीय गति इस तरह से बढ़ जाती है आप इस शैली में प्रेशर बनाम डिस्चार्ज दर के लिए स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक वक्र देखेंगे मोटर के शाफ्ट पर लगा टार्क कुछ इस तरह होगा और ऐसा क्यों है निरीक्षण करें कि मैं इन बिंदुओं को यहाँ चिन्हित करूँगा अब ये बिंदु पंपों की डेटशीट में बताए गए अनुसार सर्वोत्तम दक्षता वाले बिंदु हैं इसका क्या मतलब है जब हेड 0 है जिसका मतलब है कि हाइड्रोलिक दबाव अंतर की आवश्यकता नहीं है तो हाइड्रोलिक पावर 0 है जब प्रवाह इस अक्ष के साथ है जब प्रवाह दर 0 है तब भी हाइड्रोलिक पावर 0 है तो कहीं बीच में हाइड्रोलिक पावर अधिकतम है तो ये ऐसे बिंदु हैं जहां आपके पास अधिकतम हाइड्रोलिक पॉवर है और वे ऐसे ऑपरेटिंग बिंदु हैं जिन पर दक्षता अधिकतम होगी इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि आप सेंट्रीफ्यूगल पंप का संचालन सबसे अच्छी दक्षता वाले बिंदुओं पर करें और इसलिए यदि आप उसका लोकस प्लॉट करते हैं तो मोटर के शाफ्ट द्वारा देखा जाने वाला टार्क कुछ इस तरह होगा तो यह टार्क ω2 के आनुपातिक है इसकी कोणीय आवृत्ति पर निर्भरता वर्ग से है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सक्शन हेड 10 मीटर से कम होना चाहिए क्योंकि प्रेशर सक्शन से आप 10 मी से अधिक नहीं हो सकते वास्तव में 6 मी से कम वह है जो घर्षण के नुकसान के कारण आप प्राप्त कर सकते हैं प्राइमिंग की आवश्यकता है आपको पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप को पानी से भरना होगा और फिर मोटर को चालू करना होगा मोटर के शाफ्ट द्वारा देखा गया शाफ्ट टार्क ω2 के आनुपातिक है जो कि ω के फलन का विशेष टार्क है हेड प्रवाह दर और गति पर निर्भर है थ्रेशोल्ड से नीचे गति पर पानी पंप नहीं होता है तो इसका मतलब यह है की इस हिस्से में यह नई कैरेक्टरिस्टिक स्थिर कैरेक्टरिस्टिक जो इस थ्रेशोल्ड से नीचे खींची गई है सब कुछ घर्षण नुकसान में चला जाता है कोई पानी पंप नहीं होता है तो यह थ्रेशोल्ड गति है यह कैरेक्टरिस्टिक एक थ्रेशोल्ड गति है तो अब मैं 2 महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में आपसे चर्चा करता हूं सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज नाम से कुछ होता है अधिकांश पंप विशेष रूप से कम हेड के लिए हम सिंगलsingle एक स्टेज पंप का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है कि इम्पेलर सिंगलsingle एक इम्पेलर है तो यदि यह आवरण है तो इम्पेलर को इस तरह आवरण में रखा जाता है यह वह जगह है जहां पानी प्रवेश करता है और हम कहते हैं कि इसमें एक प्रवेश है और पानी इस तरह से बाहर निकलता है इसलिए जब पानी घूमता है इसके माध्यम से प्रवेश करता है घुमने की तरह से इस इम्पेलर के माध्यम से इम्पेलर उच्च गति पर घूम रहा है और सेन्ट्रीफ्यूगल बल इस आउटलेट के माध्यम से पानी को बाहर निकालता हैं तो मैं अगर दिशा खींचता हूं तो यह कुछ ऐसा दिखता है तो यह आवरण है और यह इम्पेलर है अब पानी केवल एक तरफ से प्रवेश करता है इसे सिंगल single एकल प्रवेश कहा जाता है आपके पास डबल double दोहरा प्रवेश भी है तो यह इस प्रकार दिखेगा इम्पेलर इस तरह दिखता है यदि मैं आवरण बनाता हूं तो यह इस तरह दिखता है तो पानी इस तरह और इस तरह से प्रवेश कर सकता है और फिर इस केंद्र और बाहरी परिधि के बीच एक दबाव अंतर के कारण पानी बाहर आता है पानी को सेन्ट्रीफ्यूगल बल द्वारा बाहर धकेला जाता है अब प्रवाह की दिशा इस तरह होगी यह डबल double दोहरा प्रवेश है अब निश्चित रूप से डबल double दोहरा प्रवेश में अधिक लाभ है क्योंकि इस पोर्ट के माध्यम से प्रवेश करने वाला पानी और इस पोर्ट के माध्यम से करने वाला पानी इम्पेलर पहिये को संतुलित करेगा तो इसलिए इस दृष्टिकोण से डबल double दोहरा प्रवेश अधिक फायदेमंद हैं इसका असर बेअरिंग पर कम होता है मल्टी स्टेज भी है जहां आपके पास बहुत गहरे कुएं बहुत गहरे कुएं और सबमर्सिबल पंप के मामले है जहां आपको बोरवेल से विशेष रूप से बोरवेल कुओं से एक बहुत बड़े हेड को पंप करना पड़ता है जिस पर हमने चर्चा की थी मल्टीस्टेज इम्पेलर आम तौर पर पंप में उपयोग किया जाता है तो फिर इसे मल्टी स्टेज पंप कहा जाता है चलिए मैं यह दिखाता हूं कि स्कीमैटिक कैसा दिखता है यह सिंगल स्टेज इम्पेलर है यह सिंगल स्टेज इम्पेलर है मैं इस तरह के एक और इम्पेलर सेट को रखता हूँ एक और इम्पेलर सेट इस तरह रखते है इसलिए अगर मैं इस तरह इम्पेलर सेट रखता जाता हूँ तो यह मल्टी स्टेज हो जाता है तो यह प्रवेश बिंदु है यह एकल प्रवेश बिंदु है जहां पानी प्रवेश करता है रूट किया जाता है और इसे अंदर जाने के रूप में रूट किया जाता है और यह घूर्णन हो रहा है सेन्ट्रीफ्यूगल बल पानी को इम्पेलर के आउटलेट पर बाहर धक्का देता है तो यह इम्पेलर से बाहर चला जाता है और फिर एक डिफ्यूजर द्वारा पानी को रूट कर दिया जाता है और यह दूसरे इम्पेलर में आ जाता है इसे दूसरे इम्पेलर में प्रवेश किया जाता है और यहाँ से यह फिर से सेन्ट्रीफ्यूगल बल के माध्यम से बाहर निकलता है और फिर यह तीसरे इम्पेलर में जाता है और इस तरह आगे और अंत में डिस्चार्ज discharge निर्वहन बिंदु पर आ जाता है सिंगल एडमिशन मल्टी स्टेज की तरह आपके पास डबल एडमिशन मल्टी स्टेज है मुझे आपको दो स्टेज डबल प्रवेश दिखाने दीजिये इसलिए अगर मैं कहता हूं कि यह वह जगह है जहां यह प्रवेश करता है तो यह दोनों पक्षों पर जाएगा फिर यह इसके माध्यम से बाहर आ जाएगा इसे रूट किया जाता है और फिर अगले स्टेज के डबल प्रवेश इम्पेलर में चला जाता है और आगे इस तरह तो इस तरह से डबल एडमिशन मल्टी स्टेज इम्पेलर काम करता है अब वास्तव में अगर आप देखते हैं कि इस बिंदु पर एक प्रेशर P1 है और फिर इम्पेलर की परिधि पर P2 है तो P1 P2 वह है जो पानी को परिधि पर केंद्रित कर रहा है इसी तरह आपके पास यहां भी P1 और P2 हैं और प्रेशर P1 P2 ∆P घुमाव औरसेन्ट्रीफ्यूगल बल के कारण पानी को धक्का दे रहा है अब यहां मल्टी स्टेज में आप देखते हैं कि प्रेशर बढ़ने लगता है तो यह P1 है और यह P2 है और यहां P2 में इसे अगले इम्पेलर स्टेज में पहुचाया गया है P3 होना चाहिए P2 P3 में धक्का देगा P3 तीसरे स्टेज के प्रवेश पर दबाव है P4 और आगे इस तरह इसलिए वास्तव में ∆P बढता जा रहा है इसी तरह दोहरे प्रवेश के मामले में आपके पास P1 P2P3 इत्यादि हैं तो पॉवर के अतिरिक्त प्रेशर में वृद्धि के कारण पहले से अंतिम स्टेज तक पर्याप्त प्रेशर अंतर है जो पानी को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पंप करेगा तो यह है कि मल्टी स्टेज पंप कैसे काम करना शुरू करते हैं और आमतौर पर बोरवेल में सबमर्सिबल पंपों में उपयोग किया जाता है आइए अब देखते हैं कि हम पीवी को पंप से कैसे इंटरफेस करते हैं तो हमारे पास पीवी है और पीवी के आउटपुट टर्मिनलों पर हमारे पास CT है जो बफर संधारित्र है और टर्मिनल से मैं एक चॉपर बनाऊंगा जिसका मतलब है कि एक स्विच और डायोड है वह यह है मैं डीसी डीसी कनवर्टर एक इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं लगा रहा हूं मैं बस स्विच करने के लिए चॉपर लगा रहा हूं मोटर डीसी मोटर में स्वयं का निर्मित ऊर्जा भंडारण होता है इसमें स्वयं का निर्मित इंडक्टेंस होता है ठीक है मुझे देखने दो कि क्या होता है अब मोटर में सीरीज वाइंडिंग प्रतिरोध Ra है यह छोटा मान है सीरीज इंडक्टेंस La की तुलना में चुंबकीयकरण इंडक्टेंस सभी इंडक्टेंस एक साथ जुड़े है मैं इसे La के रूप में रख रहा हूं और मोटर को जो कि नियंत्रित वोल्टेज स्रोत की तरह है अब यह मोटर एक स्थायी चुंबक डीसी मोटर है तो आपको एक डीसी ड्राइव की आवश्यकता है मोटर के शाफ्ट को एक दूसरे शाफ्ट से जोड़ा जाता है जो की इस तरह सेन्ट्रीफ्यूगल पंप का शाफ्ट है तो इस सेन्ट्रीफ्यूगल पंप में इनलेट और आउटलेट है और यह इस तरह के पंखों के साथ इम्पेलर है तो यह प्रणाली है हमारे पास यहां vt है टर्मिनल वोल्टेजमोटर की आर्मेचर के पर मेरे पास vaहै यह Ra है La यह बेक EMF eb है यांत्रिक पक्ष पर मैंने टॉर्क Td विकसित किया है वह ω है जो शाफ्ट की गति है अब हम जानते हैं कि Td बराबर है Td विकसित टॉर्क को आपूर्ति करनी है jdωdt को पार करना है कोई भी जड़ता जो इस बिंदु पर शाफ्ट में परिलक्षित होती है dω dt गति में परिवर्तन प्लस इस तरफ बेअरिंग है इस तरफ वहां घर्षण फ्रिक्शन B×ω प्लस लोड टार्क होगा सेन्ट्रीफ्यूगल पंप का हाइड्रोलिक लोड जैसा हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक में देखा TL और TLक्या है ठीक है मैं इसे नीचे रख देता हूँ dωdt प्लस Bω प्लस कुछ α ω2 हमने कहा कि TL ω2 के समानुपाती था यह इस प्रकार का लोड है जिसे यह डीसी मोटर देखता है और फिर इन सभी टॉर्क घटकों को दूर करने के लिए टॉर्क को विकसित करता है अब यह कैसे काम करता है हमें देखते हैं यह स्विचिंग चालू बंद चालू है जिसका अर्थ है कि यहाँ वोल्टेज या तो vt से जुड़ा होगा या यह 0 होगा क्योंकि यह फ्रीवेलिंग होगा इसलिए जब यह चालू होता है तो इस तरह से करंट प्रवाह होगा इसके माध्यम से और फिर यह मोटर चलाना शुरू कर देगा इसमें आर्मेचर करंट होगा आर्मेचर करंट टॉर्क का उत्पादन करेगा क्योंकि DC मोटर में टॉर्क आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है और यह टॉर्क शाफ्ट को घुमाएगा और ω से प्रेशर डिफरेंस हेड बनेगा और जो पानी प्रवाह का कारण होगा और इसलिए निर्वहन दर या प्रवाह दर इसमें आती है और इस वजह से ω आपके पास यहां प्रेरित बैक EMF होगा और यह बैक EMF करंट के प्रवाह का विरोध करने वाला है और यह सभी कुछ स्थिर मान पर रुक जाएगा मुझे महत्वपूर्ण तरंगों को बनाने दीजिये ताकि हमें ऑपरेशन में एक विचार अंतर्दृष्टि मिल जाए तो यह समय अक्ष है मैं मोटर के माध्यम से 2 तरंगों va और करंट ia को देखूंगा तो मैं उन्हें समय क्षेत्रों में विभाजित करता हूं अब यह ऑन टाइम ऑफ टाइम होता है ऑन टाइम के दौरान vt सीधे इस बिंदु पर आएगा तो va vt है ऑफ टाइम के दौरान va 0 होता है क्योंकि डायोड फ्रीव्हीलिंग है इस के माध्यम से बहने वाला कोई भी करंट इंडक्टर इस तरह फ़्रीव्हील करेगा तो इस तरह ये पीरियड से पीरियड दोहराता है अगला हमारे पास यह ड्यूटी साइकिल है अर्थात यह BJT या MOSFET या IGBT dTs समय अवधि के लिए चालू हो रहा है और 1 dTs समय अवधि के लिए बंद हो रहा है और यहाँ va का औसत मान vt × d है अब हम यहाँ करंट को देखते हैं यहाँ करंट इक्वेशन गवर्निंग इक्वेशन vla वोल्टेज इस La पर diadt यह फैराडे समीकरण है अब vla क्या है इस बिंदु पर पोटेंशियल माइनस इस बिंदु पर पोटेंशियल इस बिंदु पर पोटेंशियल va माइनस iRa है va 0 या vt होगा तो हम कहते हैं जब यह चालू होता है तो यह एक तरफ vt माइनस Ia Ra होगा और दूसरी तरफ यह eb माइनस eb है तो मैं लिख सकता हूं vt - ia Ra माइनस eb ω के समानुपाती है इसलिए k ω है तो यह संबंध होगा इसके इंटीग्रेशन से मुझे ia मिलेगा अब हम कहते हैं कि Ra बहुत छोटा है नगण्य है तो यह vt माइनस ω या vt माइनस eb होगा जैसा कि ω यांत्रिक समय नियतांक के साथ घूम रहा है वहां यह शुरू में J है यह जल्दी से बदलने वाला नहीं है जितना जल्दी विद्युत मापदंड बदलते है क्योंकि विद्युत समय नियतांक बहुत तेज है तो vt काफी स्थिर है Tsअवधि काल के लिए eb भी काफी स्थिर है इसलिए vt माइनस kω पर्याप्त रूप से स्थिर है और मैं कहूंगा कि यह बढ़ रहा है करंट ia में वृद्धि होगी vt माइनस eb बाय La की ढलान के साथ ω मैं इसे बिजली के मापदंडों की तुलना में बहुत धीरे धीरे बदल रहा हूं और Ra लगभग नगण्य है तो उस समय के दौरान जब यह बंद होता है यह 0 है यह केवल eb होता है जो La में आ रहा है इसलिए इसे -eb बाय La किया जाता है इसलिए यह -eb बाय La है तो इस ढलान के साथ तो आइए हम कहते हैं यह करंट है आर्मेचर करंट जो मोटर से बह रहा है तो यह करंट मान मैं ड्यूटी साइकिल को नियंत्रित करके ऊपर और नीचे समायोजित कर सकता हूं तो यदि ड्यूटी साइकिल छोटा है तो फिर ia मान छोटा होगा यदि ड्यूटी साइकिल अधिक है तो ia मान अधिक होगा इसलिए यह ऊपर और नीचे जा सकता है इसलिए ia को नियंत्रित करके मैं टार्क को नियंत्रित कर रहा हूं क्योंकि टॉर्क डीसी मोटर में ia के समानुपाती होता है और ia को समायोजित करके मैंने Td को समायोजित किया है इसलिए यदि आप Td को समायोजित करते हैं तो गति संशोधित हो जाती है क्योंकि गति संशोधित हो जाती है इनलेट और आउटलेट के बीच प्रेशर अंतर संशोधित हो जाता है और इसलिए प्रवाह दर तो यह है कि आप यहां ड्यूटी साइकिल को समायोजित करके प्रवाह दर को कैसे नियंत्रित करते हैं और eb ω के समानुपाती है जैसा कि मैंने यहां बताया है इसलिए ω वास्तव में i a के विरोध में काम कर रहा है और यह स्टेडी स्टेट कुछ vt माइनस eb मान पर स्थिर हो जाएगी हम इसे vt ebLa में ले जा रहे हैं vt ebLa करंट का निर्धारण करेगा तो इस तरह ड्यूटी साइकिल को समायोजित करने से va का औसत मान समायोजित हो जाएगा जो कि dvt हो जाएगा जो बदले में इस से बहने वाले ia के मान को समायोजित करेगा इसके माध्यम से बहने वाला ia dvt को प्रभावित करेगा जो ω को प्रभावित करेगा और इसी तरह तो ω पंप पर प्रेशर अंतर को प्रभावित करेगा जो प्रवाह दर को प्रभावित करेगा तो यह है कि सेन्ट्रीफ्यूगल पंप पीवी सेल या पीवी मॉड्यूल के साथ कैसे इंटरफ़ेस किया जाता है और यह कैसे संचालित होता है